नमस्ते और टीएएलई मॉड्यूल 3 यूनिट 3 में आपका स्वागत है यह इकाई उस इकाई से भिन्न है जिसमें हम अन्यथा शामिल होंगे मॉड्यूल में यह इकाई हाउ ब्रेन्स लर्न से संबंधित है और यह 3 इकाइयों में होगी ये इकाइयाँ मस्तिष्क की कुछ शारीरिक रचना प्रस्तुत करती हैं और मस्तिष्क के कुछ पहलुओं की पहचान करती हैं कि वे हमारे शिक्षण और सीखने को कैसे प्रभावित करते हैं पिछली इकाई में हमने निर्देशात्मक स्थिति के बारे में समझा और निर्देशात्मक परिस्थितियों के मूल्य और शर्तें निर्देश और सीखने को कैसे प्रभावित कर सकती हैं व्यावहारिक रूप से हर कॉलेज की अपनी अजीबोगरीब शैक्षणिक स्थिति होती है उस हद तक कोई भी शिक्षक जो उस कॉलेज में आता है उसे उस संदर्भ की स्थिति के अनुसार अपने निर्देश को समायोजित करना होगा इस इकाई में हम यह समझने में कुछ समय व्यतीत करेंगे कि एक शिक्षक को दिमाग कैसे सीखते हैं के बारे में कुछ जानना चाहिए और मस्तिष्क की संरचना को समझते हैं आखिर शिक्षक हर दिन क्या कर रहा है हर दिन वह अपने छात्रों के दिमाग को बदलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यही वह जगह है जहां सीखना होता है जैसा कि मैं लगातार अपने छात्रों के मस्तिष्क को बदलने की कोशिश कर रहा हूं शिक्षण मस्तिष्क को बदलने की कला है इस तरह कोई शिक्षण की व्याख्या कर सकता है स्पष्ट है कि शिक्षक का मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध होता है क्योंकि यह मस्तिष्क है जो सीखता है जितना अधिक शिक्षक यह जानता है कि वह कैसे सीखता है उतना ही अधिक सफल वे मस्तिष्क को बदलने का अपना काम कर सकते हैं सीखने के जीव विज्ञान का ज्ञान हम सीखने का जीव विज्ञान कह सकते हैं क्योंकि हर बार जब आप सीख रहे होते हैं तो मस्तिष्क में कुछ जैविक रूप से हो रहा होता है किसी व्यक्ति का वातावरण मस्तिष्क के विकास और विकास को कितना प्रभावित कर सकता है इसकी समझ से सभी शिक्षकों को मदद मिल सकती है जितने अधिक शिक्षक इससे परिचित होंगे और वे अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकेंगे पिछले कई दशकों में और भी बहुत कुछ है जो समझ में आया है क्योंकि हजारों शोधकर्ता मस्तिष्क के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं बेशक जैविक स्तर पर मस्तिष्क के बारे में हमारी समझ संभवतः 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुई थी हालांकि हमारे पास हजारों साल पहले मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा करने का भी रिकॉर्ड है लेकिन हम सभी का विवरण नहीं जानते हैं कि कुछ ज्ञान होने पर भी यह हमारे लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है मस्तिष्क अनुसंधान से कुछ निष्कर्ष मानव मस्तिष्क लगातार इनपुट के आधार पर खुद को पुनर्गठित करता है इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है और यह जीवन भर जारी रहती है मस्तिष्क के कंप्यूटर मॉडल हैं इसका मतलब है कि लोग मस्तिष्क को कंप्यूटर के रूप में पहचानते हैं हमें जो भी संवेदी इनपुट मिलता है कंप्यूटर इसे संसाधित करता है और आउटपुट देता है जिसका अनुवाद किसी क्रिया में किया जा सकता है लेकिन यहां कंप्यूटर खुद लगातार इनपुट के आधार पर खुद को पुनर्गठित कर रहा है जैसे ही नए इनपुट हमारे पास आते हैं नए अनुभव हमारे पास आते हैं मस्तिष्क लगातार खुद को पुनर्गठित करता है अपनी विशाल जटिलता के बावजूद मस्तिष्क एक से अधिक कार्य नहीं कर सकता है यह एक ही समय में दो संज्ञानात्मक गतिविधियाँ नहीं कर सकता है यद्यपि कोई एक संज्ञानात्मक कार्य से दूसरे में स्विच कर सकता है जो कई युवाओं को लगता है कि वे कर सकते हैं मस्तिष्क को एक समय में दो कार्य करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है क्या हो रहा है कि हम लगातार दो कार्यों के बीच स्विच कर रहे हैं यानी हम जो काम कर रहे हैं उसे रोकें और दूसरे को संबोधित करें उसे रोकें और पिछले वाले को संबोधित करें जो अंत में बहुत अक्षम हो जाता है इसलिए एक ही समय में एक से अधिक संज्ञानात्मक कार्य नहीं करने चाहिए भावनाएँ सीखने स्मृति और स्मरण को प्रभावित करती हैं कोई भी भावना सीखने और स्मृति और स्मरण को प्रभावित करेगी तो उस हद तक हम एक उच्च तकनीकी विषय पर भी विचार नहीं कर सकते हैं कि एक भावनात्मक पहलू नहीं होना चाहिए सब कुछ तटस्थ होना चाहिए और यह कुछ ऐसा है जो मस्तिष्क के साथ नहीं होता है शिक्षक और छात्रों को भावनाओं को पहचानने की जरूरत है जो सीखने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं संचलन और व्यायाम यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है तो यह मूड में सुधार करता है मस्तिष्क के द्रव्यमान को बढ़ाता है और संज्ञानात्मक प्रसंस्करण को बढ़ाता है यदि आप निरंतर व्यायाम में शामिल हैं आप नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं तो यह आपके मूड में सुधार करता है और आपके संज्ञानात्मक प्रसंस्करण को बढ़ा सकता है दिन के कुछ निश्चित समय में शिक्षण और सीखना अधिक कठिन हो सकता है तो एक दिन में सर्कैडियन चक्र होते हैं कुछ विशिष्ट अवधियाँ होती हैं जिनमें आप किसी अन्य समय में अपने काम की तुलना में बेहतर कर सकते हैं नींद की कमी और तनाव सीखने और याददाश्त को प्रभावित कर सकते हैं अगर नींद की कमी है तो जाहिर है आप इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखेंगे बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता दो अलग अलग क्षमताएं हैं जिन्हें पहचाना जाना चाहिए एक अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति को रचनात्मक होने की आवश्यकता नहीं है अत्यधिक रचनात्मक व्यक्ति को उतना बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है लेकिन दोनों को पर्यावरण और स्कूली शिक्षा द्वारा संशोधित किया जा सकता है इसका मतलब है वे अनन्य नहीं हैं वे दो अलग अलग क्षमताएं हैं कोई भी खुद को बुद्धि दिशा के साथ साथ रचनात्मक दिशा में भी तैयार कर सकता है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण शिक्षण और सीखने को प्रभावित करता है जाहिर है मस्तिष्क का इससे बहुत कुछ लेना देना है इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कला मस्तिष्क को विकसित करने में मदद कर सकती है हम इन आयामों की खोज नहीं करेंगे ये कुछ अंशों की तरह आपको यह समझाने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं कि मस्तिष्क या उसके कार्यों या उसकी संरचना की समझ शिक्षक की मदद कर सकती है विषय को शैक्षिक तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है जिसे दिमाग मस्तिष्क और शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है या अनुक्रम को बदलना मस्तिष्क मन और शिक्षा जांच का यह क्षेत्र यह देखता है कि हम मानव मस्तिष्क के बारे में कैसे सीख रहे हैं यह पाठ्यचर्या निर्देशात्मक और मूल्यांकन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जो शिक्षक हर दिन करते हैं हम निम्नलिखित इकाई में देखेंगे कि कैसे मस्तिष्क की थोड़ी सी समझ शिक्षकों को पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से डिजाइन करने में मदद कर सकती है हम इनमें से कुछ विशेषताओं को देखेंगे लेकिन इस शैक्षिक तंत्रिका विज्ञान का ज्ञान निस्संदेह शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को परिपूर्ण बनाने वाला नहीं है क्योंकि हम पूरी तरह से यह समझने से दूर हैं कि मस्तिष्क में चीजें कैसे होती हैं हम कम से कम निकट भविष्य में शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को परिपूर्ण नहीं बनाएंगे लेकिन हमारे पास जो भी ज्ञान है हम उसे बेहतर बना सकते हैं मस्तिष्क के बारे में कुछ बुनियादी तथ्य मानव मस्तिष्क एक गीला नाजुक द्रव्यमान है जिसका वजन लगभग 15 किलोग्राम या थोड़ा कम होता है यह शरीर के वजन का केवल 2 का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन यह हमारे लगभग 20 कैलोरी का उपभोग करता है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं शरीर के वजन के इस 2 को कार्य करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है मस्तिष्क को कई तरह से वर्णित किया जा सकता है एक वर्गीकरण विकास के तीन चरणों के अनुसार होता है हमारे पास एक सरीसृप मस्तिष्क है जिसे अब हम ब्रेन स्टेम कहते हैं पैलियो स्तनधारी मस्तिष्क जो कि लिम्बिक क्षेत्र है और स्तनधारी जो ललाट भाग है हम उन्हें उल्टे क्रम में देखेंगे सेरेब्रम जैसा कि आप इसे गुलाबी रंग में देख सकते हैं सेरेब्रम है और साइड दृश्य में यह इस तरह दिखेगा एक खारा है और मस्तिष्क के बीच में एक खांचा है जो इसे दो अलग अलग गोलार्द्धों जैसा दिखता है शीर्ष दृश्य वास्तव में हमें दो समान दिखने वाले गोलार्द्धों का प्रतिनिधित्व करता है इस सेरेब्रम में लोब होते हैं ललाट पालि लौकिक पालि पार्श्विका पालि और पश्चकपाल पालि अन्य भाग सेरिबैलम या छोटे मस्तिष्क जैसा कि इसे कहा जाता है मोटर कॉर्टेक्स सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स लिम्बिक क्षेत्र या मध्य मस्तिष्क हैं और सबसे नीचे ब्रेनस्टेम है सेरेब्रम वजन से मस्तिष्क के लगभग 80 का प्रतिनिधित्व करता है और दरार का एक उथला आगे से पीछे चलता है और सेरेब्रम को दो सेरेब्रल गोलार्द्धों में विभाजित करता है जो उनके कार्यों में समान नहीं हैं लेकिन ऐसी कई गतिविधियां हैं जो समान हैं दो गोलार्ध एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं और कॉर्पस कॉलोसम नामक एक पुल का उपयोग करके गतिविधियों का समन्वय करते हैं इसमें 200 मिलियन से अधिक तंत्रिका तंतु होते हैं ताकि दोनों गोलार्द्ध एक साथ कार्य कर सकें गोलार्ध कोर्टेक्स अंग्रेजी अनुवाद एक पेड़ की छाल से ढके होते हैं जो एक छाल की तरह होता है कोर्टेक्स और कुछ नहीं बल्कि उसकी सबसे ऊपरी परत है यह लगभग एक इंच मोटी का दसवां हिस्सा होता है कोर्टेक्स छह परतों में व्यवस्थित कोशिकाओं में समृद्ध है और इसे अक्सर मस्तिष्क के ग्रे पदार्थ के रूप में जाना जाता है दिलचस्प बात यह है कि शरीर के बाईं ओर की नसें दाएं गोलार्ध को पार करती हैं और शरीर के दाईं ओर की नसें बाएं गोलार्ध को पार करती हैं यह अभी भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है कि यह इस तरह क्यों विकसित हुआ और इसका उद्देश्य क्या है सेरेब्रम भाषा को समझने सोचने उत्पादन करने और समझने के लिए जिम्मेदार है सभी सोचने की प्रक्रिया सेरेब्रम में होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसकी सबसे ऊपरी परत में चार लोब होते हैं ललाट लोब लौकिक लोब पश्चकपाल लोब और पार्श्विका लोब फ्रंटल लोब माथे के पीछे स्थित भाग को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है इसे कार्यकारी नियंत्रण केंद्र के रूप में भी जाना जाता है और यह योजना और सोच से संबंधित है यह अन्य स्तनधारियों की तुलना में मनुष्यों का एक आवश्यक विभेदक पहलू है यह उच्च क्रम की सोच की निगरानी करता है समस्या समाधान को निर्देशित करता है और भावनात्मक प्रणाली की अधिकता को नियंत्रित करता है भावनात्मक प्रणाली शक्तिशाली हो सकती है और इसे विनियमित करने की आवश्यकता है इसमें स्व इच्छा क्षेत्र भी शामिल है जिसे हमारा व्यक्तित्व कहा जा सकता है यह वह क्षेत्र भी है जहां फोकस होता है क्योंकि अधिकांश क्रियाशील स्मृति स्थित होती है हम बाद की इकाई में क्रियाशील स्मृति को देखेंगे क्योंकि स्मृति में क्रियाशील स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति होती है दिलचस्प बात यह है कि अगर आप फ्रंटल लोब और मिडब्रेन या उसके भावनात्मक हिस्से को भी देखें यदि आप इसके बारे में बात करते हैं कि फ्रंटल लोब के विकास और लिम्बिक क्षेत्र या जहां भावनाएं स्थित हैं के बीच 10 से 12 साल का अंतर है यदि आप इस चार्ट को देखें लिम्बिक क्षेत्र जहां भावनाएं हैं यह 12 वर्ष की आयु तक परिपक्व हो जाता है जो शक्तिशाली है लेकिन तब ललाट लोब विकसित होने में अधिक समय लेते हैं लगभग 24 वर्ष की आयु तक दोनों के बीच का फासला खासकर 12 साल की उम्र में बहुत बड़ा होता है यहीं पर भावना का बोलबाला होता है इस किशोरावस्था के दौरान जहां भावना कारण पर हावी हो सकती है अन्य तीन लोब अस्थायी पश्चकपाल और पार्श्विका लोब अस्थायी लोब कानों के पीछे स्थित होते हैं और ध्वनि संगीत चेहरे और वस्तु की पहचान से संबंधित और कुछ हिस्से होते हैं लोब मस्तिष्क के पीछे स्थित होते हैं और लगभग विशेष रूप से दृश्य प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जाते हैं जहां सभी दृश्य प्रसंस्करण होते हैं शीर्ष पर स्थित पार्श्विका लोब मुख्य रूप से स्थानिक अभिविन्यास गणना और कुछ प्रकार की मान्यता के साथ सौदा करते हैं इन पालियों के अलावा हमारे पास मोटर कोर्टेक्स और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स भी हैं यह वह जगह है जहां पार्श्विका लोब ललाट लोब हैं और दो बैंड के रूप में मौजूद हैं एक को मोटर कॉर्टेक्स और दूसरे को सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स कहा जाता है ललाट लोब के पास कान से कान तक का बैंड मोटर कॉर्टेक्स है यह पट्टी शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करती है और सेरिबैलम के साथ काम करती है जो कि छोटा मस्तिष्क है जो मोटर कौशल सीखने का समन्वय करता है सेरिबैलम और मोटर कॉर्टेक्स को आपके द्वारा विकसित किसी भी प्रकार के कौशल के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा और यही वह जगह है जहां महारत हासिल होती है सोमाटोसेंसरी कॉर्टेक्स मोटर कॉर्टेक्स के पीछे और पार्श्विका लोब के करीब स्थित है और शरीर के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त स्पर्श संकेतों को संसाधित करता है नियंत्रक सेरिबैलम क्या करता है सेरिबैलम का शाब्दिक अनुवाद थोड़ा मस्तिष्क है सेरिबैलम एक दो गोलार्ध संरचना है जो मस्तिष्क तंत्र के ठीक पीछे प्रमस्तिष्क के पीछे के भाग के ठीक नीचे स्थित होती है यह संचलन का समन्वय करता है और जटिल मोटर कार्यों के प्रदर्शन और समय के लिए महत्वपूर्ण है यह स्वचालित संचलन की स्मृति को भी संग्रह कर सकता है एक दिन में हम कई तरह के संचलन करते हैं साइकिल सीखने के बाद या बाद में आप स्वचालित संचलन की स्मृति को संग्रह करने के लिए जिम्मेदार होंगे कॉर्टेक्स के किसी भी हिस्से के बिना आने पर भी सेरिबैलम में जमा हो जाता है इस तरह के स्वचालन से प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यह मोटर कार्यों के मानसिक पूर्वाभ्यास में शामिल होने के लिए भी जाना जाता है जब आप किसी मोटर गतिविधि को देखते हैं या मानसिक रूप से पूर्वाभ्यास कर रहे होते हैं मोटर चालन सीखने की दृष्टि से यह बहुत मूल्यवान है यह भी माना जाता है यह हमारे विचारों भावनाओं इंद्रियों और यादों को ठीक करके संज्ञानात्मक प्रसंस्करण में एक सहायक संरचना के रूप में कार्य करता है यह संज्ञानात्मक गतिविधियों के दायरे को बहुत बढ़ाता है जैसा कि आप व्यावहारिक रूप से देख सकते हैं कि मस्तिष्क का प्रत्येक भाग किसी न किसी तरह से पार्श्विका लोब गतिविधियों में शामिल होता है मिडिल ब्रेन या लिम्बिक सिस्टम इसमें मुख्य रूप से थैलेमस होता है दिखाए गए चित्र का हल्का नीला हरा भाग थैलेमस है कॉर्पस कॉलोसम ग्रे या नीले भूरे रंग में इंगित किया गया है जो दो गोलार्धों से जुड़ने वाली नसों का बंडल है जब हम लिम्बिक सिस्टम को देखते हैं तो हम थैलेमस हाइपोथैलेमस एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस को देख रहे होते हैं जो इसके चार प्रमुख भाग हैं बेशक और भी कई हिस्से हैं जिनके अलग अलग नाम होंगे उनकी भूमिकाएं अलग हैं हम उन सब से नहीं गुजरेंगे लिम्बिक सिस्टम ब्रेनस्टेम और सेरेब्रम के बीच स्थित होता है इस लिम्बिक सिस्टम की संरचनाएं प्रत्येक गोलार्द्ध में दोहराई जाती हैं यह भावनाओं को उत्पन्न करता है और भावनात्मक यादों को संसाधित करता है और भावना और कारण के बीच परस्पर क्रिया का प्रबंधन करता है शरीर के सभी हिस्सों से अधिकांश संकेतों को इसी लिम्बिक सिस्टम से गुजरना होगा इस वजह से भावनाएं संज्ञानात्मक प्रक्रिया को भी बहुत प्रभावित कर सकती हैं लिम्बिक सिस्टम के चार प्रमुख भाग थैलेमस हाइपोथैलेमस हिप्पोकैम्पस और एमिग्डाला हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस गंध को छोड़कर सभी संवेदी जानकारी थैलेमस को जाती है जहां से इसे अतिरिक्त प्रसंस्करण के लिए मस्तिष्क के अन्य हिस्सों में निर्देशित किया जाता है सेरेब्रम और सेरिबैलम भी थैलेमस को संकेत भेजते हैं जिसमें इसे स्मृति सहित कई संज्ञानात्मक गतिविधियों में शामिल किया जाता है हाइपोथैलेमस थैलेमस के ठीक नीचे स्थित होता है और हाइपोथैलेमस शरीर की सामान्य स्थिति को बनाए रखने के लिए आंतरिक प्रणालियों की निगरानी करता है इसका मतलब है कि शरीर के कई कार्य हैं जो सचेत रूप से नियंत्रित नहीं होते हैं जैसे शरीर का तापमान बनाए रखना दिल की धड़कन की कार्यप्रणाली और उन सभी की निगरानी और नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है होमियोस्टेसिस जो भी निर्दिष्ट मूल्यों को बनाए रखा जाना चाहिए उन्हें बनाए रखता है यह कैसे करता है नियंत्रण यह मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के हार्मोन जारी करके नियंत्रित करता है यह जितना हार्मोन रिलीज करता है यह नींद शरीर के तापमान भोजन का सेवन और तरल सेवन सहित शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है हालांकि इसमें तंत्रिका तंत्र भी शामिल होता है लेकिन इसका मुख्य नियंत्रण रसायनों के माध्यम से हार्मोन जारी करके होता है हिप्पोकैम्पस हिप्पोकैम्पस का शाब्दिक अनुवाद समुद्री घोड़े है जैसा कि यह एक को प्रतीत होता है लिम्बिक क्षेत्र के आधार पर स्थित यह कार्यशील स्मृति से जानकारी को दीर्घकालिक भंडारण क्षेत्र में परिवर्तित करता है जिसमें कई दिनों से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है हमारे पास जो भी कार्यशील स्मृति है अस्थायी भंडारण स्वचालित रूप से दीर्घकालिक भंडारण क्षेत्र में नहीं जाता है यही वह जगह है जहां हमारा शिक्षण तस्वीर में आता है या छात्रों के अभ्यास कार्यशील स्मृति से दीर्घकालिक भंडारणजानकारी क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए चित्र में आ जाएंगे यह लगातार कार्यशील स्मृति से संबंधित जानकारी की जांच करता है और इसकी तुलना संग्रहीत अनुभवों से करता है इसमें न्यूरोजेनेसिस की क्षमता है जिसका सीखने और याददाश्त पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है इस न्यूरोजेनेसिस को आहार और व्यायाम से मजबूत किया जा सकता है और लंबे समय तक नींद की कमी से कमजोर किया जा सकता है हिप्पोकैम्पस जैसा कि आप देख सकते हैं शिक्षण और सीखने की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अमिगडाला शाब्दिक अनुवाद बादाम है क्योंकि यह बादाम जैसा दिखता है अमिगडाला हिप्पोकैम्पस के अंत से जुड़ा हुआ है यह भावनाओं में विशेष रूप से भय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह पर्यावरण के साथ व्यक्ति की अंतःक्रियाओं को नियंत्रित करता है और जीवित रहने को प्रभावित कर सकता है जैसे कि हमला करना बचना सहवास करना या खाना इसकी भूमिका प्रमुख हो जाती है क्योंकि पर्यावरण से बाहरी संकेतों या संकेतों पर प्रतिक्रिया करने में लगने वाला समय मस्तिष्क के पारिस्थितिक भाग विभिन्न लोबों द्वारा द्वारा संसाधित होने वाले संकेतों की तुलना में बहुत तेज़ होता है विकास के माध्यम से यह संभवतः रहा है मनुष्यों की रक्षा के लिए डिज़ाइन या विकसित किया गया इस मायने में अगर पर्यावरण में कोई खतरा है तो या तो आपको हमला करने या भागने की जरूरत है तो प्रतिक्रियाएं मजबूत हो सकती हैं ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मौजूद है तो एक अमिगडाला भावनात्मक संदेश को कूटलेखन करता है स्मृति को इस भावना के साथ टैग किया जाता है जब यह दीर्घकालिक स्मृति में जाती है यदि दीर्घकालिक स्मृति में कुछ भी भावनात्मक संदेश के साथ टैग किया गया है तो इसे आसानी से याद किया जा सकता है यदि इसे टैग नहीं किया गया है तो हम अभी भी याद कर सकते हैं लेकिन यह उतना प्रभावी नहीं हो सकता है यह संभव है कि स्मृति का भावनात्मक घटक अमिगडाला में संग्रहीत हो जबकि अन्य संज्ञानात्मक घटक कहीं और संग्रहीत हों यह एक चीज है जिसे हम अगली इकाई में देखेंगे वही संदेश या वही तस्वीर या एक घटना जिसे आपने अनुभव किया है पूरी चीज दिमाग में एक जगह जमा नहीं होती उसके अलग अलग टुकड़े मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में जमा हो जाते हैं किसी तरह वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर एक भी संकेत आता है तो पूरी घटना मानसिक रूप से फिर से बन जाती है लेकिन घटना के अलग अलग हिस्से मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में जमा हो जाते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार मस्तिष्क में दो संरचनाएं मस्तिष्क के भावनात्मक क्षेत्र में स्थित होती हैं अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस दीर्घकालिक स्मृति के लिए भी जिम्मेदार हैं ब्रेन स्टेम हम इसके सभी विवरणों को नहीं देखने जा रहे हैं मुख्य भाग जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ब्रेनस्टेम को सरीसृप मस्तिष्क भी कहा जाता है यह मस्तिष्क का सबसे पुराना और गहरा हिस्सा है मस्तिष्क तक जाने वाली 12 शरीर की नसों में से 11 मस्तिष्क के तने में ही समाप्त हो जाती हैं दिल की धड़कन श्वसन शरीर के तापमान और पाचन जैसे महत्वपूर्ण शरीर के कार्यों की निगरानी और नियंत्रण ब्रेनस्टेम में ही किया जाता है इसमें मस्तिष्क की सतर्कता के लिए जिम्मेदार जालीदार सक्रियण प्रणाली भी होती है क्योंकि पर्यावरण में कोई खतरा मौजूद होने पर प्रतिक्रियाएं बहुत तेज होनी चाहिए पोन्स में तंत्रिका पथ और पथ शामिल हैं जो प्रांतस्था से नीचे सेरिबैलम और मज्जा तक संकेतों का संचालन करते हैं और ऐसे पथ जो संवेदी संकेतों को थैलेमस में ले जाते हैं तो यह एक प्रकार का जंक्शन है जहां से सेरेब्रम से नसें मज्जा और सेरिबैलम में आती हैं और इसके विपरीत हम मस्तिष्क के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं जहां सारा काम हो जाता है ब्रेन सेल्स मानव मस्तिष्क में दो प्रकार की एक खरब कोशिकाएं होती हैं एक खरब कोशिकाओं की कल्पना करें उन्हें तंत्रिका कोशिका और ग्लियल कोशिका कहा जाता है तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहा जाता है और लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं यह वास्तव में मस्तिष्क का मूल है अधिकांश कोशिकाएँ ग्लियल कोशिकाएँ होती हैं 900 अरब कोशिकाएँ हैं न्यूरॉन्स को एक साथ रखें और हानिकारक पदार्थों को न्यूरॉन्स से बाहर रखने और न्यूरॉन्स को आवश्यक पोषण प्रदान करने के लिए फिल्टर के रूप में कार्य करें न्यूरॉन्स मस्तिष्क के कार्यशील मूल हैं न्यूरॉन्स विभिन्न आकारों में आते हैं क्योंकि कुछ न्यूरॉन्स रीढ़ की हड्डी से लेकर पैर तक सभी तरह से यात्रा कर सकते हैं वे बहुत लंबे हो सकते हैं और कुछ छोटे हो सकते हैं और आकार और कार्यों आदि के संदर्भ में न्यूरॉन्स की एक पूरी श्रृंखला होती है लेकिन न्यूरॉन का शरीर अपने कुल आकार की तुलना में आकार में छोटा होता है एक और दिलचस्प पहलू यह है कि न्यूरॉन्स की कई शाखाएं इसके मूल से निकलती हैं जिन्हें डेंड्राइट कहा जाता है जो प्रति न्यूरॉन 10000 से अधिक हो सकते हैं प्रत्येक न्यूरॉन में एक अक्षतंतु होता है और प्रत्येक अक्षतंतु के चारों ओर माइलिन म्यान नामक एक परत से ढका होता है न्यूरॉन आरेख न्यूरॉन का आकार जो भी हो शरीर छोटा होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है डेंड्राइट 10000 तक हो सकते हैं एक्सॉन में एक म्यान होता है पीला भाग माइलिन म्यान भागों में आता है जो एक विसंवाहक की तरह अधिक होता है सूचना का प्रसारण विद्युत संकेतों के माध्यम से होता है जब एक विद्युत संकेत होता है अक्षतंतु के साथ भेजा जाता है यह एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक कूदता है माइलिन म्यान अनिवार्य रूप से इन आवेगों के प्रवाह को तेज करता है यदि माइलिन म्यान उचित रूप से उगाया गया है आइए हम न्यूरॉन्स की कुछ और विशेषताओं को देखें न्यूरॉन्स के डेंड्राइट अन्य न्यूरॉन्स से विद्युत आवेग प्राप्त करते हैं और उन्हें अक्षतंतु के साथ संचारित करते हैं माइलिन म्यान अन्य कोशिकाओं से अक्षतंतु को बचाता है और आवेग संचरण की गति को बढ़ाता है एक न्यूरॉन प्रति सेकंड 250 से 2500 आवेगों के बीच संचारित कर सकता है न्यूरॉन्स का आपस में कोई सीधा संपर्क नहीं होता है वे लगभग कुछ नैनोमीटर से अलग हो जाते हैं विद्युत आवेग को डेंड्राइट से अक्षतंतु में सीधे नहीं न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है और बड़ी संख्या में न्यूरोट्रांसमीटर उपलब्ध हैं सिनैप्स को बदलकर सीखना होता है जिससे एक न्यूरॉन का प्रभाव भी बदल जाता है सीखने में अधिक डेंड्राइट्स विकसित करना और सिनैप्स के व्यवहार को बदलना शामिल है यही वह जगह है जहां सीखना है सिनैप्स और सिनैप्टिक जंक्शन यदि आप दिखाए गए आरेख को देखते हैं तो यह एक न्यूरॉन है और ये डेंड्राइट्स का एक पूरा गुच्छा है अन्य न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स न्यूरॉन टर्मिनल से जुड़ जाते हैं और सिनैप्स बनते हैं सिनैप्स इस तरह दिखता है एक डेंड्राइट से है दूसरा न्यूरॉन टर्मिनल से है जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जारी किए जाते हैं आइए हम इस जटिल प्रक्रिया के बारे में चिंता न करें वे यहां कैसे पुनरावृत्ति करते हैं और जब वे न्यूरॉन टर्मिनल के संपर्क में आते हैं तो एक विद्युत संकेत शुरू हो जाता है और यात्रा करता है इसी तरह सिनैप्स और सिनैप्टिक जंक्शन काम करते हैं मस्तिष्क कोशिकाओं का ईंधन ऑक्सीजन और ग्लूकोज है मस्तिष्क की कोशिकाओं में भरपूर ऑक्सीजन होनी चाहिए और ग्लूकोज ईंधन के रूप में खपत के लिए उपलब्ध है दिमाग का काम जितना चुनौतीपूर्ण होता है उतना अधिक ईंधन की खपत करता है जैसा कि आप सभी ने अपनी लेखन परीक्षा के दौरान अनुभव किया होगा जहां हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है वहां आप में से ज्यादातर लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहेंगे वहीं से ऑक्सीजन आती है न्यूरॉन संकेतों को स्थानांतरित करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है पानी की कम सांद्रता इन संकेतों की दर और दक्षता को कम कर देती है और पानी भी फेफड़ों में रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन के कुशल हस्तांतरण के लिए एक भूमिका निभाता है तो पानी कई भूमिकाएँ निभाता है और मस्तिष्क को बेहतर ढंग से कार्य करने में मदद करता है इसके अनुसार अनुशंसित पानी का सेवन प्रति दिन शरीर के वजन के प्रत्येक 10 किलो के लिए 250 मिलीलीटर है जो कि न्यूनतम है जिसकी आपको आवश्यकता होगी हम फिर से शिक्षकों और मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे शिक्षक का कार्य मस्तिष्क को बदलना है शिक्षण और सीखने शब्द का उपयोग करने के बजाय कहें कि उसका काम मस्तिष्क को बदलना है वह जो बदल रहा है उसकी संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में कुछ जानना अच्छा है और शैक्षिक तंत्रिका विज्ञान की वर्तमान स्थिति से भी परिचित होना चाहिए एक किताब जिसे हम एक स्टार्टर के लिए सुझाएंगे जो सूसा द्वारा आसानी से पढ़ने योग्य पुस्तक है हाउ द ब्रेन लर्न्स इंटरनेट पर बहुत सारी सामग्री है आप सीखने के पहलुओं और उनके संबंधों और मस्तिष्क के कुछ पहलुओं पर निर्भरता का पता लगा सकते हैं हो सकता है कि आप लगभग 500 शब्द लिख सकें और यदि आप इस विशेष ईमेल आईडी taleiisctagmailcom पर अभ्यास साझा करते हैं तो इसकी सराहना करेंगे अगली इकाई में हम शरीर रचना के बारे में नहीं बल्कि यह मानते हुए जारी रखेंगे कि हम इसके बारे में कुछ जानते हैं विभिन्न गतिविधियाँ मस्तिष्क रसायन या मस्तिष्क संरचनाओं से कैसे प्रभावित होती हैं